पिछले मॉड्यूल में हम बिल्ट एनवायरनमेंट में थर्मल कम्फर्ट को देख रहे थे मुख्य रूप से हमने थर्मल कम्फर्ट की मूल बातें और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात की अब हम यह देखना शुरू करेंगे कि कंफर्ट ज़ोन क्या होता है हम कम्फर्ट ज़ोन को कैसे परिभाषित करते हैं कंफर्ट ज़ोन को अंतरराष्ट्रीय मॉडल्स और साथ ही भारतीय मॉडल्स में कैसे परिभाषित किया जाता है हम कुछ उदाहरणों पर गौर करेंगे पहले हम इस पर एक नज़र डालते हैं कि हम मुख्य रूप से कंफर्ट ज़ोन को कैसे परिभाषित करते हैं मैं आश्रय से संदर्भ ले रहा हूं थर्मल कम्फर्ट मानक का मानक 55 यह साइक्रोमेट्रिक चार्ट है हम साइक्रोमेट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे आपके पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट में एक छोटा सा परिवर्तन है ड्राई बल्ब टेंपरेचर के बजाय यहां हमारे पास ऑपरेटिव टेंपरेचर नामक कुछ है जो 05 या 02 मीटर प्रति सेकंड के वायु वेग या स्थिर हवा में ड्राई बल्ब टेंपरेचर के आधे और औसत रेडियंट टेंपरेचर के आधे के जोड़ के बराबर होता है यह वास्तविक साइक्रोमेट्रिक चार्ट में ड्राई बल्ब टेंपरेचर की जगह ले रहा है दाहिने हाथ के अक्ष पर आपके पास आर्द्रता का अनुपात है फिर आपके पास ये रेखाएं हैं जो सापेक्षिक आद्रता की रेखाएं हैं अब कंफर्ट को दो चीजों के आधार पर परिभाषित किया जाता है पहली पर्यावरणीय स्थिति है यहाँ तापमान और आर्द्रता है इसके अलावा आपके पास क्लॉथिंग इन्सुलेशन और चयापचय गतिविधि भी हैं जो व्यक्तिगत चर हैं इस कंफर्ट जोन में वास्तव में ये सभी कारक शामिल हैं अगर आप इसे करीब से देखते हैं 2 बक्से हैं एक छायांकित बक्सा है जो कि 25 डिग्री के ऑपरेटिव तापमान से 27 275 डिग्री ऑपरेटिव टेंपरेचर के करीब जाता है जब आद्रता बहुत कम होती है उच्च आर्द्रता पर यह लगभग 24 से 26 265 डिग्री के आसपास चला जाता है इसके बाद कंफर्ट जोन का विस्तार नहीं होता है जिसका अर्थ है कि आपके पास इस बिंदु से आगे थर्मल कंफर्ट नहीं होगा यह एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है जिसकी प्रयोज्यता पर हम बाद में आएँगे लेकिन शीघ्रता से आगे बढ़ते हुए यह 05 क्लो के मान वाला कम्फर्ट ज़ोन है जब आपका क्लोथिंग इंसुलेशन 05 होता है आपने हल्के गर्मियों के लिए कपड़े पहने हैं तो यह आपका कम्फर्ट ज़ोन होगा जब आप थोड़े मोटे कपड़े सर्दियों के कपड़े या थर्मल वियर पहनते हैं तो क्या होता है उदाहरण के लिए आप कोट जितना गर्म वस्त्र नहीं पहनते हैं मान ले 1 क्लो के मान जितना पहनावा है जो कुल थर्मल पहनावे जैसा नहीं है और ना ही पूर्ण ऊष्मा रोधक पहनावे जैसा है लेकिन कमोबेश एक कार्यालय के लिए पहनावे सूट या कार्यालय सूट की तरह का पहनावा है जिसका क्लॉथिंग इंसुलेशन का मान करीब 1 क्लो होगा अनिवार्य रूप से कंफर्ट जोन में क्या होता है यह आपकी बाईं ओर बढ़ना शुरू कर रहा है इसलिए कंफर्ट 25 डिग्री से शुरू होने के बजाय यह 215 डिग्री तक कम हो जाता है तो यदि आपने कसे हुए कपड़े पहने हैं अगर आपका थर्मल इंसुलेशन या क्लॉथिंग इंसुलेशन बढ़ रहा है तो आपको अपने आप को आरामदायक बनाने के लिए कम परिवेश के तापमान की आवश्यकता होगी तो 05 क्लो के मान से ऊपरी और निचली सीमाएं झुक गई हैं या बाईं ओर चली गई है इसके अलावा जब आप उच्च चयापचय दर वाली गतिविधि कर रहे हैं आप गतिहीन गतिविधि के बजाय आप अधिक ज़ोरदार शारीरिक गतिविधि में शामिल हो रहे हैं तो फिर कंफर्ट जोन आपके बाईं ओर बढ़ जाएगा कपड़ों के इन्सुलेशन के अलावा तब जब आपके पास अधिक रेडिएंट तापमान होता है या एमआरटी या ग्लोब तापमान अधिक हो रहा होता है तब आपका कम्फर्ट ज़ोन आपके बाएं ओर बढ़ेगा दूसरी तरफ यदि आपका क्लोथिंग इंसुलेशन और कम है या आपकी चयापचय गतिविधि कम हो रही है या तुलनात्मक रूप से रेडिएंट तापमान कम है आपके आसपास अधिक ठंडी सतह है और अगर तापमान स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं फिर भी यदि ये स्थितियाँ बनी रहती हैं तो आपका कम्फर्ट ज़ोन आपके दाई ओर बढ़ने लगेगा बहुत दूर तक नहीं लेकिन एक सीमा है जिसके भीतर यह बढ़ सकता है एक और बात पर आप ध्यान दे सकते हैं यह 01 मीटर प्रति सेकंड के वायु वेग के साथ है और जब आपके पास 12 मीटर प्रति सेकंड तक वायु वेग होता है तो आपका कंफर्ट जोन अभी भी अधिक हो सकता है यदि आप करीब से देखते हैं तो कहते हैं कि लगभग 20 प्रतिशत की सापेक्षिक आर्द्रता यहां लें कहीं इसके करीब वास्तविक कम्फर्ट ज़ोन की आपकी निचली सीमा लगभग 245 25 डिग्री थी और ऊपरी सीमा 27 डिग्री के करीब थी लेकिन यह शांत हवा में है लगभग 01 मीटर प्रति सेकंड या जब स्थिर हवा है जब आपके पास हवा का वेग अधिक होता है जब आपका वायु वेग 1 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर होता है या कहें कि 12 मीटर प्रति सेकंड है जो चार्ट में दिया गया है तब उसी सापेक्षिक आर्द्रता पर निचली सीमा 26 डिग्री ऑपरेटिव तापमान के आसपास कहीं होगी और ऊपरी सीमा 315 डिग्री तक हो सकती है यहां तक कि 315 डिग्री ऑपरेटिव तापमान के साथ आप अभी भी कंफर्ट जोन के भीतर रहेंगे जब आपके पास पर्याप्त वायु वेग होगा यह एक तरह का कम्फर्ट ज़ोन है जिसे ASHRAE में परिभाषित किया गया है हम और अधिक मॉडल जल्द ही देखेंगे हमारे भारतीय मॉडल पर आते हैं यह एक ग्राफिक वर्णन नहीं है लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से 2 तालिकाओं में प्रस्तुत किया है मैं भारतीय मानक के बारे में बात कर रहा हूं एस पी 41 विशेष प्रकाशन यह इमारतों में कार्यात्मक दक्षता के लिए पुस्तिका है यह एक बहुत पुराना मानक है जो उपयोग में है 2 अच्छी सूचियां यहाँ प्रस्तुत की गई हैं दिखने में दोनों समान हैं लेकिन केवल एक अंतर है वह है कंफर्ट थर्मल कंफर्ट के लिए शर्तों का एक सेट है और अगली सूची में स्वीकार्य रूप से गर्म स्थिति के लिए शर्तें है इसको वास्तव में आरामदायक होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह स्वीकार्य रूप से गर्म गर्म होता है लेकिन फिर भी इसे स्वीकार करते हैं फिर शर्तें थोड़ी भिन्न होती हैं पहले हम इस सूची को देखते हैं यहां आपके पास ड्राई बल्ब तापमान है जो 28 से शुरू होकर 35 डिग्री तक है इस पर पंक्ति के साथ आपके पास सापेक्षिक आर्द्रता हैं 30 प्रतिशत से शुरू होकर 90 प्रतिशत तक हैं और ये संख्याएं क्या दर्शाती हैं वे वायु वेगों की आवश्यक मात्रा का दर्शाती हैं उदाहरण के लिए आपके हवा का तापमान 30 डिग्री है और सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 60 प्रतिशत है यह 006 है जिसका अर्थ है आरामदायक महसूस करने के लिए आपको हवा के अधिक आवागमन की आवश्यकता नहीं है यहां तक कि 30 डिग्री तापमान और 60 प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता पर स्थिर हवा के साथ आप अभी भी आरामदायक महसूस कर सकते हैं यह भारत के विषय में परीक्षण किए गए थे इसलिए यह व्युत्पत्ति भारत के अधिकांश गर्म आर्द्र मिश्रित या गर्म शुष्क क्षेत्रों के लिए सही है 30 डिग्री तापमान और 60 प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता आप अभी भी हवा की आवाजाही के बिना आरामदायक महसूस करेंगे अब यदि सापेक्षिक आर्द्रता 80 प्रतिशत तक बढ़ जाती है और तापमान वही 30 डिग्री और आर्द्रता 80 प्रतिशत तक बढ़ जाती है आपको आरामदायक होने के लिए 05 मीटर प्रति सेकंड वायु वेग की आवश्यकता होगी अपने पुराने माप को देखते हुए हम जानते हैं कि हमने कहा था की एक अच्छी तरह से पार हवादार आवासीय स्थान के साथ आप लगभग 04 से 05 मीटर प्रति सेकंड वायु वेग की उम्मीद कर सकते हैं जिसका मतलब है तापमान 30 डिग्री है और 80 प्रतिशत आर्द्रता है आप अभी भी आरामदायक महसूस करेंगे और मामूली रूप से आप 90 प्रतिशत की सापेक्षिक आर्द्रता पर भी आरामदायक महसूस करेंगे लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है यहां पर 32 डिग्री का मामला ले जब 50 प्रतिशत आद्रता हो तो आपको पहले से ही 1 मीटर प्रति सेकंड वायु वेग की आवश्यकता होगी और जैसे ही आप 80 प्रतिशत तक जाते हैं आपको लगभग बहुत तेज हवा या 3 मीटर प्रति सेकंड हवा के वेग की आवश्यकता होगी जब यह और बढ़ जाता है इसका मतलब है आप कंफर्ट प्राप्त नहीं कर सकते 35 डिग्री तापमान का मामला लें 30 प्रतिशत आर्द्रता में आपको आरामदायक महसूस करने के लिए 3 मीटर प्रति सेकंड वायु वेग की आवश्यकता होगी लेकिन इससे आगे सापेक्षिक आर्द्रता में हल्की सी भी वृद्धि होने पर आप कंफर्ट प्राप्त नहीं कर सकते है यह पहली जैसी ही सूची है आप इस स्तंभ के साथ ड्राई बल्ब तापमान को पाएंगे और इस पंक्ति के साथ सापेक्षिक आर्द्रता को पाएंगे लेकिन संख्याएं काफी बदल जाती है और सीमा भी बढ़ जाती है पहले इस सूची में हमारे पास 35 डिग्री तक तापमान था यहां हमारे पास एक और डिग्री जुड़ गई है और यह स्वीकार्य रूप से गर्म स्थिति है वे कहते हैं कि 30 डिग्री 60 प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता स्वीकार्य है इसे किसी वायु वेग की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है यहां तक कि 33 डिग्री 40 प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा हवा की आवाजाही के बिना भी आप आरामदायक महसूस कर सकते हैं यहां एक शब्द है जिसे कहते हैं एक्सेप्टेबली वार्म जिसका अर्थ है कि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं 35 डिग्री 40 प्रतिशत आर्द्रता में आपको लगभग 1 15 मीटर प्रति सेकंड वायु वेग की आवश्यकता होगी आमतौर पर सीलिंग फैन या एक पेडस्टल फैन टेबल फैन के साथ वायु के फेंक के आसपास के क्षेत्र में आप लगभग 1 या कभी कभी 15 मीटर प्रति सेकंड वायु वेग प्राप्त कर पाएंगे यदि आप वास्तव में पेडस्टल फैन के करीब हैं तो आप 15 मीटर प्रति सेकंड वायु वेग का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे एक विशिष्ट उदाहरण जिसपर हमने काम किया एक दिलचस्प मामला यह है कि हम जानते हैं कि ये मौजूदा सीमाओं की स्थितियां है हम वास्तव में इन्हें कैसे रिपोर्ट करते हैं कहें कि आप अपने खुद के कक्षा गृह के लिए या अपने घर के लिए मापना चाहते हैं और आपको रिपोर्ट करना है कि तापमान आर्द्रता वायु वेग ठीक है या नहीं एक जलवायु विज्ञान प्रयोगशाला में कम से कम तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के लिए संवेदकों के साथ साथ एनेमोमीटर भी होगा इन त्वरित उपयोगी चीजों के साथ आप सरल प्रयोग कर सकते हैं और आप इसे इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं राष्ट्रीय भवन कोड के अनुसार आप कह सकते हैं कि क्या आराम की स्थिति या स्वीकार्य रूप से गर्म स्थिति है या नहीं यह रिपोर्टिंग का एक सरल तरीका है यहां हमने क्या किया है की हमने पहले जैसी ही स्थिति ली है यह भीतरी तापमान है इसे हम क्रॉसटैब स्टैटिसटिक्स कहते हैं सरल विश्लेषण है यहाँ तापमान है यहाँ सापेक्षिक आर्द्रता और यह प्रतिशत दर्शाता है कि कितना प्रतिशत डेटा इन संयोजनों के भीतर आता है 31 डिग्री और 20 प्रतिशत आर्द्रता के साथ हमें कोई डाटा नहीं मिला और 31 डिग्री तापमान और 50 प्रतिशत सापेक्षिक आद्रता में 15 प्रतिशत डाटा है 34 डिग्री 50 प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता में हमारे पास लगभग 7 प्रतिशत डेटा है इसी तरह यदि आप इसे देखते हैं तो लगभग 28 प्रतिशत डेटा 34 डिग्री के आसपास था यदि आप इस तरह से इसे देखें तो लगभग 29 30 प्रतिशत डेटा में 60 प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता थी इसके साथ यदि आप एक चार्ट सरल चार्ट बनाते हैं इसमें एक स्थिर वायु वेग है हमारे पास सीलिंग फैन चल रहा था जिसका अर्थ है कि हवा का वेग लगभग 08 से 1 मीटर प्रति सेकंड लगभग 08 मीटर प्रति सेकंड था और इस वायु वेग के साथ ये तापमान और आर्द्रता का संयोजन हैं जिसका मतलब है इस पूरे विश्लेषण में से 54 प्रतिशत 546 प्रतिशत आरामदायक था यह पूरा 417 प्रतिशत क्षेत्र सहनीय था सहनशील रूप से गर्म था और आपके पास 4 प्रतिशत है जो असुविधाजनक था तो यह एक सरल उदाहरण है सरल उपकरणों और रोज के मापों का उपयोग करके अपनी कंफर्ट रिपोर्टिंग को कैसे समेकित करें इन 6 बातों के अलावा और कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए महत्वपूर्ण कारक है जिसे ड्रॉट कहते हैं सोचिए यह बहुत ठंडा दिन है आपकी खिड़की के माध्यम से आपको सर्द हवा आती है फिर आप ठंड महसूस करते हैं कभी कभी बाहरी परिस्थितियों में हम इसे विंड चिल कहते हैं भीतरी परिस्थितियों में आप इसे ड्रॉट कहते हैं ठंडी हवा फिर आपके पास वर्टिकल एयर टेंपरेचर डिफरेंस है आप उष्मक या वातानुकूलर के बगल में बैठे हैं फिर पैर और सिर के स्तर के बीच तापमान का अंतर काफी होता है तो यह वर्टिकल टेंपरेचर डिफरेंस है मैं आपको कुछ ऐसी संख्याएं दिखाऊंगा जिनसे आप असल में असुविधा की प्रतिशत निर्धारित कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास रेडिएंट एसिमेट्री नामक कुछ है मैंने आपको एक संवेदक दिखाया था जिसके प्रयोग से हम रेडिएंट एसिमेट्री को माप सकते हैं आप एक कमरे के केंद्र में बैठे हैं एक तरफ आपके पास एक गर्म सतह है मान ले एक बड़ी कांच की खिड़की है जिससे आपके पास प्रत्यक्ष सौर विकिरण आ रहा है तो यह विशेष सतह गर्म है आपके पास एक सतह से रेडिएंट हीट का लाभ है दूसरी सतह बहुत ठंडी है तो यहां से ऊष्मा की हानि हो रही हैं रेडिएंट हीट का नुकसान दूसरी सतह से हो रहा हैं फिर आप रेडिएंट थर्मल असिमेट्री अनुभव करना शुरू कर देंगे यह ऊर्ध्वाधर समतल में भी हो सकता है आप एक इमारत के सबसे ऊपरी तल पे हैं आपकी छत बहुत गर्मी विकीर्ण करने लगती है और आपका फर्श इतना गर्म नहीं है तो एक प्रकार की रेडिएंट एसिमेट्री मौजूद है या आपके पास फर्श वातानुकूलन प्रणाली है तो आपको नीचे सर्द सतह मिलती है साथ ही छत से बहुत गर्मी उत्सर्जन हो रहा है आपके पास ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ रेडिएंट एसिमेट्री है फिर आपके पास फ्लोर टेंपरेचर डिफरेंसेस है यह मुख्य रूप से कंडक्टिव हीट के प्रवाह के कारण है यह कंफर्ट के संदर्भ में एक मुख्य चिंता का विषय है उन 6 मापदंडों के अलावा जिनके बारे में पहले बात कर रहे थे रेडिएंट एसिमेट्री को करीब से देखते हैं जैसा कि मैंने कहा था एक ठंडे दिन पर आप एक खिड़की के बगल में बैठे हैं एक तरफ बहुत ठंडी है खिड़की की सतह के तापमान एकल अंक संख्या के करीब हो रहे हैं 4 से 5 डिग्री तक भीतरी वातावरण गर्म है तो लगभग भीतरी सतह का तापमान 20 21 डिग्री के आसपास घूम रहा है तो आप स्पष्ट रूप से इस सतह और इस सतह के बीच लगभग 15 से 18 डिग्री तापमान अंतर प्राप्त करते हैं जब आप वही समान औसत रेडिएंट तापमान की गणना करते हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था तो इस सतह से उत्सर्जन बनाम इस सतह की ओर अवशोषण काफी भिन्न होंगे ये मानक है मैं आईएसओ 7730 का संदर्भ ले रहा हूं यह आपको एक सरल ग्राफिक संकेतक देता है डेल्टा टी क्या है वह एक से तरफ दूसरी तरफ का तापमान अंतर है और इसके बढ़ने के साथ कितने प्रतिशत लोगों की वृद्धि होगी जो असंतुष्ट होने वाले हैं यह हर व्यक्ति के लिए भिन्न होता है इसलिए आमतौर पर जो इससे असंतुष्ट हैं हम उन लोगों को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं इसलिए जैसे जैसे तापमान का अंतर बढ़ता है वैसे वैसे असंतोष बढ़ता है यह एक गर्म छत के लिए भी बदलता है यह वही उदाहरण है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था यह एक उघाड़ी छत बनाम एक ठंडे फर्श की सतह का मामला है ऊर्ध्वाधर अंतर है या फिर एक ठंडी छत है जब आपकी छत की सतह पर बर्फ होगी तो आपकी सतह ऊपर से ठंडी होने लगेगी अब फर्श गर्म है यह अंतर पहले वाले से काफी अलग है गर्म छत ठंडी छत से अलग है ठंडी दीवार गर्म दीवार से अलग है असंतुष्ट लोगो का प्रतिशत और भिन्नता का पैटर्न भी बदल जाएगा फिर ऊर्ध्वाधर तापमान अंतर मैं जल्द ही आपको इसके कुछ उदाहरण दिखाने जा रहा हूं कि हमने वास्तव में क्या मापा था ऊर्ध्वाधर तापमान का अंतर वातानुकूलित साथ ही बिना वातानुकूलित तथाकथित फ्री रनिंग स्पेसेस में होता है जैसे जैसे ऊर्ध्वाधर तापमान अंतर बढ़ता है तब तब आपका प्रतिशत पीडी असंतुष्ट लोगों का प्रतिशत बढ़ जाता है यह इतना पंक्तिरूप नहीं है लेकिन फिर भी यह इसके साथ बढ़ता है यह सीधे आनुपातिक है क्योंकि जैसे यह बढ़ेगा यह भी बढ़ेगा आमतौर पर वातानुकूलित जगह में ठंडी हवा बैठती है गर्म हवा ऊपर उठती है तो स्वाभाविक रूप से आपके पास एक ऊर्ध्वाधर तापमान अंतर होगा तो आप आसानी से लगभग 35 से 4 डिग्री ऊर्ध्वाधर तापमान अंतर पा सकते हैं लेकिन यह फर्श से छत की ऊंचाई पर निर्भर करता है यह कितनी ऊंचाई है अगर यह 3 मीटर है तो अंतर थोड़ा कम हो सकता है लेकिन अगर आप 5 मीटर या 6 मीटर लंबी जगह की बात कर रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर तापमान अंतर काफी ज्यादा होने वाला है लेकिन यहां तक कि प्राकृतिक रूप से हवादार स्थान के मामले में यहां हमने अपने प्राकृतिक रूप से हवादार भवन में माप लिया यह फिर से गर्म और आर्द्र जलवायु है हमने 3 अलग अलग ऊंचाइयों पर माप लिया 01 मीटर ऊंचाई जो एक खड़े व्यक्ति के पैर के स्तर के अनुरूप है 16 मीटर ऊंचाई यह कहीं कमरे के केंद्र में है या जो आपके चेहरे या सिर के स्तर के अनुरूप है 29 मीटर ऊंचाई जो छत के बहुत करीब है छत अनावृत है तो आप यहाँ किस तरह का अंतर पाते हैं अधिकतम अंतर 335 से 365 डिग्री है जो कि चरम स्तर में 3 डिग्री का अंतर है लेकिन अंततः यह नीचे आता है जब यह कम होता है तब भी आपको मिलने वाला न्यूनतम अंतर भी लगभग डेढ़ डिग्री होता है तो ऊर्ध्वाधर तापमान का अंतर काफी भिन्न होता है लेकिन एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है ये 2 रेखाएं यह नीली और हरी रेखा यानी पैर का स्तर और 16 मीटर यानी सिर का स्तर यहां काफी अंतर है यहां भी थोड़ा अंतर है लेकिन एक बिंदु पर वे मिलते हैं और फिर यह 16 मीटर वाला स्तर 01 मीटर वाले स्तर के नीचे गिर जाता है यह फर्श के स्तर पर तापमान है यह सिर के स्तर पर तापमान है यह दिलचस्प था क्योंकि हमने पहले इसपर क्या ध्यान दिया था कि जैसे ही कन्वेकटिव मेकैनिज्म शुरू होता है गर्मी का बाहर की तरफ प्रसार होता है यह भी खिड़की के समतल में है और इसमें आर पार हवा का संचालन है तो तापमान अंततः नीचे गिर जाता है यहां ज्यादा अंतर नहीं आता है लगभग 05 डिग्री के आस पास होता है लेकिन फिर भी यह नीचे गिरता है जबकि फर्श के स्तर का तापमान कमोबेश यह रुका हुआ था और 33 डिग्री के आसपास घूम रहा था इसके बाद भी यह 32 डिग्री से नीचे नहीं जाता है आपको पता है कि यह इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ पर भी थोड़ा निर्भर करता है पहले ठोस सीमेंट ब्लॉक था और यह कम घनत्व वाले ब्लॉक की तरह है यह एक वातित कंक्रीट भी हो सकता है या एक खोखली दीवारया गुहा दीवार प्रणाली हो सकती है वहां भी आपको ऊर्ध्वाधर तापमान अंतर मिलेगा यह काफी हद तक एक पदार्थ से दूसरे में भिन्न होगा परिमाण भिन्न हो सकता है लेकिन भिन्नता का पैटर्न समान रहता है हम एक अन्य घटना ड्रॉट के बारे में बात कर रहे थे बाहरी वातावरण में जिसे हम विंड चिल कहते हैं अलग अलग सूचकांक हैं आमतौर पर विंड चिल इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है हिमांक बिंदु से नीचे जब तापमान आगे बढ़ता है और यदि हवा का वेग भी बढ़ रहा है तापमान की समान मात्रा वही 20 डिग्री जो आप 2 मीटर प्रति सेकंड वायु वेग पर महसूस करते हैं बनाम उसी 20 डिग्री पर आप 20 मीटर प्रति सेकंड वायु वेग का सामना करते हैं आपको बहुत ठंड लगने लगेगी शीतदंश का खतरा है और शीतदंश के कारण हताहतों का एक वास्तविक खतरा है दूसरी ओर गर्म वातावरण के संबंध में आपके पास हीट स्ट्रेस है गर्मी तनाव सूचकांक वेट बल्ब ग्लोब टेंपरेचर WBGT जैसे सूचकांक हैं अब ये गर्मी तनाव सूचकांक हैं जो हवा के तापमान के साथ साथ आर्द्रता को भी जोड़ती हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे हीट स्ट्रेस की मात्रा बढ़ती है डब्ल्यूबीजीटी या हीट स्ट्रेस सूचकांक ऊपर जा सकता है अलग अलग संकेतक हैं यह आपको एक सरल उदाहरण देने के लिए है आइए हम जल्दी से 2 3 कंफर्ट मॉडल पर नज़र डालें और देखें वे कैसे काम करते हैं मैंने कंफर्ट मॉडल की सूची प्रस्तुत की है यह एक संपूर्ण सूची नहीं है लेकिन कुछ सामान्य रूप से संदर्भित मॉडल हैं जो वेट बल्ब टेंपरेचर से शुरू होते हैं और ट्रॉपिकल समर इंडेक्स तक जाते है यह भारत में विकसित सूचकांक में से एक है ये विभिन्न पर्यावरणीय और व्यक्तिगत चर हैं टी आई ड्राई बल्ब टेंपरेचर है यह ग्लोब तापमान यह वायु वेग यह वाष्प दाब यह सापेक्षिक आर्द्रता और यह ऑपरेटिव तापमान है फिर आपके पास चयापचय गतिविधि और क्लोथिंग इन्सुलेशन है दो व्यक्तिगत चर है बस आपको इसके बारे में एक विचार देने के लिए कि ये सूचकांक वास्तव में कौन से मापदंडों को ध्यान में रखते हुए निकाले जाते हैं यदि आप एक वेट बल्ब टेंपरेचर सूचकांक लेते हैं तो यह हवा के तापमान के साथ साथ सापेक्षिक आर्द्रता को भी ध्यान में रखता है आप हीट स्ट्रेस इंडेक्स जैसे इंडेक्स लेते हैं तो यह भीतरी ड्राई बल्ब तापमान ग्लोब तापमान के साथ साथ टीडब्ल्यू वेट बल्ब तापमान को भी ध्यान में रखता है फिर आपके पास प्रिडिक्टेड मीन वोट जैसे कुछ होता हैं हम इसे शीघ्र ही देखेंगे यह एक कंफर्ट मॉडल है यह ग्लोब तापमान वाष्प दबाव ऑपरेटिव तापमान साथ ही 2 व्यक्तिगत चर जो चयापचय गतिविधि और क्लोथिंग इन्सुलेशन है को ध्यान में रखता है भारतीय सूचकांक लेने के लिए यह केएसयू केनेसा स्टेट यूनिवर्सिटी है टीएसवी थर्मल सेंसेशन वोट ये अलग अलग संकेतक हैं यहां आपको प्रभावी तापमान मानक और सुधार किए हुए प्रभावी तापमान भी मिलेंगे ट्रॉपिकल समर इंडेक्स में फिर से ग्लोब तापमान वायु वेग शामिल हैं इसमें वेट बल्ब तापमान शामिल है जो आगे हवा के तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता या वाष्प दबाव का एक कारक है लेकिन इसमें चयापचय और क्लोथिंग इन्सुलेशन शामिल नहीं है कोई व्यक्तिगत चर जुड़े नहीं हैं लेकिन पर्यावरणीय मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मॉडल हैं उनमें से 2 आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले है या वे सबसे अधिक बार संशोधित हो चुके हैं वे हैं टू नोड मॉडल जिसे जेबी पियर्स प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया था और अगला फैंगर्स कम्फर्ट इक्वेशन Fanger's comfort equation है इसके अलावा आपके पास म्यूनिक ऊर्जा मॉडल जैसे मॉडल भी हैं बहुत सारे और मॉडल हैं लेकिन इनके अलावा ये 2 सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मॉडल हैं और निश्चित रूप से भारतीय मॉडल जो सी बी आर आई रुड़की में 80 70 80 के दशक में विकसित हुआ था यह ट्रॉपिकल समर इंडेक्स है हम इन 2 मॉडलों को अधिक बारीकी से देखेंगे पहला टू नोड मॉडल है जिसे कहते हैं पियर्स टू नोड मॉडल यह चयापचय गर्मी विनिमय या शरीर और पर्यावरण के बीच थर्मल संतुलन पर काम करता है यह 2 नोड्स लेता है पहला है अंदरुनी शरीर का तापमान और फिर सतह का तापमान और फिर परिवेश तो यह वास्तव में गणना करता है कि अंदरूनी शरीर और त्वचा के बीच गर्मी का कितना आदान प्रदान होता है और फिर विनिमय प्रभावी विनिमय त्वचा और परिवेश स्थिति के बीच कितना है यह भीतरी या बाहरी स्थिति हो सकती है तो प्रभावी रूप से यह संक्षेप में प्रस्तुत करता है इसमें पहनावे और चयापचय गतिविधि का प्रभाव भी शामिल है क्योंकि आप चयापचय गर्मी उत्सर्जन के बारे में बात कर रहे हैं तो यह आमतौर पर एक हीट ट्रांसफर मॉडल है जहां थर्मल संतुलन प्राप्त किया जाता है आप इसे थर्मल कंफर्ट नहीं बल्कि थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं यही यह मॉडल प्राप्त करने की कोशिश करता है अगला आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल या सबसे जाना पहचाना मॉडल है फैंगर्स पीएमवी मॉडल फैंगर एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस मॉडल को विकसित किया है यह प्रिडिक्टिव मीन वोट है इसलिए जैसा कि इसका नाम है यह एक तरह का पूर्वानुमान लगाने वाला सूचकांक है इसके पीछे का मूल सिद्धांत या इसके पीछे का दर्शन है कि उसने सौ से अधिक लोगों को एक प्रयोगशाला में लिया फिर उसने 4 पर्यावरणीय मापदंडों तापमान आर्द्रता वायु वेग और विकिरण में बदलाव किए और साथ ही 2 व्यक्तिगत मापदंड चयापचय गतिविधि को विविध किया उसने उन लोगों से अलग अलग गतिविधियाँ कराईं साथ ही उसने उन लोगों से क्लोथिंग इन्सुलेशन में बदलाव करने को कहा इन बदलावों के साथ उसने निर्धारित किया इन स्थितियों में से प्रत्येक के लिए कंफर्ट वोट क्या है तो इसके आधार पर उसने एक और संकेतक भी खोज निकाला जिसे प्रिडिक्टेड परसेंटेज डिसेटिस्फाइड कहते हैं एक निश्चित पर्यावरणीय स्थिति और व्यक्तिगत चरो के संयोजनों में कितने प्रतिशत लोग वास्तव में असहज महसूस कर रहे हैं तो यह उल्टी घंटी के आकार का वक्र है यह है यह एक दोहरी लाइकेर्ट स्केल है यह 0 से शुरू होती है जो न्यूट्रल है एक तरफ दाहिने हाथ की तरफ यह थोड़ा हल्का गर्म है जो 1 संख्या से इंगित किया गया है उसके बाद हल्का गर्म और फिर गर्म दूसरी तरफ यह 1 2 और 3 तक जाता है यह ठंडा है कुछ मामले यदि आप चरम स्थिति में हैं तो कहें कि यदि आप भारत में पीएमवी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो यह शून्य से 35 माइनस 4 तक जा सकता है क्योंकि हम अधिक गर्म परिस्थितियों से निपट रहे हैं हम इसे देखेंगे लेकिन आमतौर पर यह पैमाना 3 से 3 तक है दोनों आईएसओ 7730 थर्मल कंफर्ट मानक और साथ ही आश्रय 55 मानक फैंगर्स मॉडल का संदर्भ लेते हैं फैंगर्स मॉडल में भी बहुत संशोधन किया गया है लेकिन मुख्य रूप से यह उलटा घंटी आकार वक्र है जब 0 है तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए जिसका अर्थ है थर्मल न्यूट्रैलिटी हमने थर्मल संतुलन और न्यूट्रलिटी के बारे में बात की जब थर्मल न्यूट्रलिटी होती है तो यह न्यूनतम होता है यह असंतुष्ट लोगों का प्रतिशत है यह न्यूनतम पर है लेकिन फिर भी यह लगभग 5 प्रतिशत है यह इंगित करता है कि आदर्श स्थिति के साथ जब सारे पर्यावरणीय चर और व्यक्तिगत चर लगभग सौहार्दपूर्ण होते हैं तब भी लगभग 5 प्रतिशत लोग होंगे कहते हैं कि सौ में से 5 अभी भी असहज महसूस करेंगे उन्हें एक तरफ छोड़कर अगर आपका प्रिडिक्टेड मीन वोट बढ़ता है तो इस विशेष वक्र में वृद्धि होगी कहते हैं कि यह 0 से 1 1 से 2 या 2 से 3 तक बढ़ता है लगभग 2 तक की वृद्धि पर असंतुष्ट लोगों का प्रतिशत 80 प्रतिशत होगा और आगे यह ऊपर जाएगा और इसी तरह ऋणात्मक पक्ष पर या ठंडे पक्ष पर भी ऐसा ही होगा हम इसके बारे में एडाप्टिव थर्मल कंफर्ट के अनुभाग में आगे के मॉड्यूल में देखेंगे लेकिन एक त्वरित बात आपको यहां देखना होगा जैसा कि कहा गया है ये परिणाम एक स्थिर प्रयोगशाला की स्थितियों पर आधारित हैं पूर्व निर्धारित पर्यावरणीय चरों का सेट हैं और लोग इन पर्यावरणीय चरों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं उन्हें इन चीज़ों के साथ समायोजित होने का मौका नहीं दिया गया उन्हें क्लोथिंग इन्सुलेशन को समायोजित करने की अनुमति नहीं दी गई थी और न ही उनकी गतिविधि या किसी भी प्रकार के मापदंड जैसे तापमान आर्द्रता विकिरण को समायोजित करने की अनुमति थी उनके पास कोई व्यक्तिगत नियंत्रण उपलब्ध नहीं था इस बारे में बहुत बहस चल रही है कि क्या वास्तव में फैंगर्स पियर्स मॉडल कार्यक्षेत्र में लागू होता है या नहीं बहुत सारी जाँचें हुई हैं जो कहती हैं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है जिसके बाद यह कार्य क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है कुछ लेखकों ने यह भी कहा है कि यह कार्यक्षेत्र में अनुप्रयोग से बहुत परे है यह प्रयोगशाला उन्मुख सूचकांक है लेकिन यह सब कहने और करने के बाद यह एक पैरामीट्रिक समीकरण है या एक प्रयोगसिद्ध समीकरण है जिसके आधार पर पीएमवी व्युत्पन्न किया गया है इसमें चयापचय गतिविधि जैसे चर होते हैंऔर क्लॉथिंग इंसुलेशन कपड़ों की सतह का कारक रेडिएंट तापमान और हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट वायु तापमान जैसे चर उपलब्ध होते है तो ऐसा करते हुए यह एक घातीय प्रयोगसिद्ध समीकरण है जिसके आधार पर आप पीएमवी का मान निकाल पाएंगे PMV0303∙exp 0 0036∙M 0028M W 302∙10 35733 699∙M W pa 042∙M W 5815 17∙10 5∙M∙5867 pa 00014∙M34 ta 396∙10 8fcltcl2734 tr2734 fclhctcl ta जैसे ही पीएमवी का मान ज्ञात होगा वैसे ही हम समान तरीके से आप पीपीडी निर्धारित कर सकते हैं यह एक प्रकार का विस्तारित ऊष्मा संतुलन समीकरण है जिसमें पर्यावरणीय चर के साथ साथ व्यक्तिगत चर को भी ध्यान में रखा जाता है कुछ क्षेत्र अध्ययन के माध्यम से हमें पता लगा है कि कुछ सुधार के साथ यह मॉडल अच्छी तरह से लागू होता है और यह लगभग पर्यावरण की स्थिति पूर्वानुमान लगाने के लिए एक संतुलित तरीका है आपके संदर्भ के लिए कुछ माप है मैं इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दे रहा हूं यह बाहरी हवा का तापमान है और यह PMV है बाएं हाथ की वाई अक्ष पर PMV है यह बैंगलोर में लिया गया हवा का तापमान है यह गर्मी के दौरान कैसे बदलता है बैंगलोर में गर्मियों में पीएमवी लगभग 1 के आसपास बदलता है यह हैदराबाद और चेन्नई के मामले है जैसा कि मैंने कहा था यह कभी कभी 35 से 4 तक जा सकता है यह मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है वैसे तो यह यूरोपीय विषय वस्तुओं के लिए विकसित किया गया है तो भारतीय संदर्भ में इसकी प्रयोज्यता सीधे तौर पर नहीं है लेकिन आपको इस मापदंड को लागू करने से पहले आपको कुछ कार्यक्षेत्र में सत्यापन करके कुछ भारिक महत्व वाले कारकों को लागू करना होगा गर्मी के मौसम में अहमदाबाद के लिए गर्म और शुष्क जलवायु के मामले में यह आमतौर पर 1 से 1 तक के लिए एक आराम पट्टी है अगर हम कहते हैं सिर्फ 20 प्रतिशत असंतुष्ट लोग अनुमत हैं सर्दियों के दौरान यह नीचे जाता है 15 को छू लेता है लेकिन गर्मियों में यह 3 35 के आसपास चला जाता है जबकि आर्द्र क्षेत्र चेन्नई जैसी गर्म और आर्द्र जलवायु जैसी जगह में सर्दियों के दौरान यह लगभग 1 से 15 के करीब रहता है लेकिन गर्मियों में यह 3 से आगे निकल जाता है यह 35 38 के आसपास कभी कभी छूता है इसका मतलब यह नहीं है कि यह असहनीय रूप से गर्म है लोग अभी भी इसे स्वीकार कर सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा इस मॉडल को वास्तविक क्षेत्र की स्थितियों में उपयोग के लिए सत्यापन की आवश्यकता होगी आप भवन अनावरण के संदर्भ में भी अंतर पा सकते हैं पीएमवी कुछ अंतर दिखाएगा क्योंकि एमआरटी या रेडिएंट तापमान पीएमवी समीकरण का हिस्सा है तो उन्मुखीकरण का प्रभाव PMV पर असर करेगा अंत में ट्रॉपिकल समर इंडेक्स या जो भारत के संदर्भ में विकसित किया गया सूचकांक है परीक्षण कमोबेश पीएमवी मॉडल की तरह थे फिर से लोगों को चुनने के लिए कहा गया कि वे किन पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ सहज हैं इसके आधार पर एक सूचकांक या आराम की सीमा को वास्तव में पता लगाया गया था ये प्रयोग 1980 के आसपास किए गए थे 1975 से 1980 में ये प्रयोग किए गए थे लेकिन इसमें व्यक्तिगत चर शामिल नहीं हैं जैसे की पीएमवी यह चयापचय गतिविधि और क्लोथिंग इंसुलेशन को बाहर रखता है लेकिन यह वेट बल्ब तापमान ग्लोब तापमान और वायु वेग को ध्यान में रखता है इसलिए यदि आप समीकरण को करीब से देखते हैं तो ग्लोब तापमान का अधिकतम भार होता है इसमें ग्लोब तापमान का 075 हिस्सा होता है जिसका अर्थ है ग्लोब तापमान में वृद्धि से ट्रॉपिकल समर इंडेक्स पर अधिकतम प्रभाव पड़ेगा जबकि वेट बल्ब के तापमान में वृद्धि जो आर्द्रता के अधिक होने पर हो जाती है इसमें लगभग 031 है जिसका अर्थ है लगभग 30 प्रतिशत या उससे कम प्रभाव होता है इसकी ग्लोब तापमान से तुलना करें तो वेट बल्ब तापमान का प्रभाव कम होता है लेकिन इन दोनों चीजों के परिणामस्वरूप ट्रॉपिकल समर इंडेक्स में वृद्धि होगी जबकि हवा का वेग नकारात्मक है यदि आप थर्मल आराम में सुधार करना चाहते हैं तो आप अधिक वायु वेग प्रदान करते हैं सरल तरीके से कहें क्रॉस वेंटिलेशन बढ़ाना या सीलिंग फैन या पेडस्टल पंखा चालू करना हवा के वेग में सुधार या वृद्धि करता हैं जिसके कारण आप ट्रॉपिकल समर इंडेक्स को कम कर पाते हैं मान लें कि एक मीटर प्रति सेकंड का वायु वेग है तो आप ट्रॉपिकल समर इंडेक्स को लगभग 2 डिग्री कम कर देंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर यह ड्राइ बल्ब तापमान है यह वाष्प दबाव है और यह सापेक्षिक आर्द्रता की रेखाएं हैं ट्रॉपिकल इंडेक्स ट्रॉपिकल समर इंडेक्स में आराम की सीमा कहीं यहां खींची गई है तो 2030 प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता से नीचे यह आरामदायक नहीं है और 70 प्रतिशत से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता पर यह आरामदायक नहीं है यदि आप इसे करीब से देखते हैं तो यह कहीं 28 डिग्री 30 प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता 27 डिग्री से शुरू होता है और फिर आगे के अंत में जब आर्द्रता अधिक होती है तो यह बाईं ओर झुकता है आप 70 प्रतिशत तक की आर्द्रता और 29 डिग्री तापमान के आसपास आराम महसूस कर सकते हैं जब आर्द्रता कम हो तो कहें 30 प्रतिशत आर्द्रता पर तो आप 31 डिग्री तक आराम महसूस कर सकते हैं जैसा कि हमने फैंगर्स इंडेक्स में देखा था वहां हमारे पास प्रतिशत लोग असंतुष्ट थे यहाँ इतने प्रतिशत लोग आरामदायक महसूस कर रहे हैं यह एक घंटी के आकार का वक्र है जैसे ही ट्रॉपिकल समर इंडेक्स नीचे गिरता है मतलब वह कम तापमान की ओर जाता है सहज महसूस करने वाले लोगों की संख्या भी गिर जाती है इसी तरह जब तापमान बढ़ता है तो सहज महसूस करने वाले लोगों की संख्या भी कम हो जाती है तो आमतौर पर हम इस तरह से आराम को परिभाषित करते हैं फिर अगर आपको इस सूचकांक पर वास्तव में सुधार करना है तो आपको हवा के प्रभाव चयापचय गतिविधि और क्लोथिंग इन्सुलेशन को शामिल करना होगा क्रॉस वेंटिलेशन के प्रभाव से जैसे मैंने कहा था यह ट्रॉपिकल समर इंडेक्स के संदर्भ में 2 से 25 डिग्री तक आसानी से नीचे आ सकता है अब हम यहां इस सत्र को बंद करते हैं संक्षेप में दोहराते हैं हमने कम्फ़र्ट ज़ोन देखा और देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मॉडल्स में कम्फर्ट ज़ोन को कैसे परिभाषित किया गया है हमने आश्रय कम्फर्ट जोन को देखा फिर हमने देखा कि कैसे भारतीय मानक कंफर्ट जोन को परिभाषित करते हैं फिर हमने कुछ कंफर्ट मॉडल भी देखे मुख्य रूप से हमने टू नोड मॉडल और फैंगर्स के कंफर्ट मॉडल को देखा इसके अलावा हमने ट्रॉपिकल समर इंडेक्स को भी देखा जो भारतीय संदर्भ में अधिक उपयुक्त है Thank you धन्यवाद